नमस्कार और सुरक्षित सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इस व्याख्यान में आपका स्वागत है इसलिए व्याख्यान के इन अनुक्रम में हम इस व्याख्यान में विश्वसनीय निष्पादन वातावरण को देख रहे हैं हम एआरएम ट्रस्टज़ोन को देख रहे हैं जिस कि बहुत कुछ जानकारी जो इस व्याख्यान में शामिल हैं इस लिंक से प्राप्त किया जा सकता है जो ट्रस्टजोन वास्तुकला के बारे में है इससे पहले कि हम एआरएम ट्रस्टज़ोन में जाएं हम इस बात पर एक नज़र डालेंगे कि सिस्टम ऑन चिप का क्या मतलब है इसलिए चिप पर एक विशिष्ट प्रणाली कुछ इस तरह दिखाई देती है कि इसमें विभिन्न कार्यक्षमता के अनुरूप विभिन्न घटक हो सकते हैं इसलिए आपके पास मुख्य प्रोसेसर होगा जिसमें आपके पास बहुत सारे अलग अलग मॉडेम जीएसएम 3 जी मॉडेम होंगे इसलिए यह एक विशिष्ट कहे जाने वाले मोबाइल एप्लिकेशन के लिए दिखाया जाता है और आपको विभिन्न अन्य घटकों जैसे एडीसी डीएसी टाइमर और इतने पर भी दिखाई देगा इसलिए इन चीजों में एक ही चिप मौजूद होगी अब चिप आर्किटेक्चर पर इस तरह की एक प्रणाली होने का लाभ यह है कि आपके पूर्ण डिजाइन का एक आकार काफी कम हो जाता है उदाहरण के लिए यदि आप एक मोबाइल फोन का मामला लेते हैं और आप वास्तव में अपना मोबाइल फोन खोलते हैं तो आप देखेंगे कि इस पर बहुत कम आईसी मौजूद हैं और इसका कारण यह है कि इस प्रत्येक आईसी में बहुत अधिक कार्यक्षमता है इसलिए पिछले कुछ वर्षों में सिस्टम पर चिप प्रकार के आर्किटेक्चर से पहले आपके पास इन प्रत्येक मॉड्यूल के लिए एक अलग आईसी मौजूद होगा और इसलिए आपके पूरे डिजाइन का आकार काफी बड़ा होगा अब चिप पर सिस्टम के आगमन और इस सभी घटकों के बहुत से एक चिप में डाल दिए जाने से आकार काफी कम हो गया है और इस आकार में वास्तव में बड़ी संख्या में विभिन्न अवसर है उदाहरण के लिए मोबाइल फोन आदि का आकार सिकुड़ गया है यह विशेष तकनीक है तो अब हम एआरएम ट्रस्टज़ोन के बारे में एक बड़े विस्तार में जाते हैं तो एआरएम ट्रस्टज़ोन अनिवार्य रूप से दो विभाजन बनाता है यह एक सामान्य दुनिया और एक सुरक्षित दुनिया बनाता है इसलिए सामान्य दुनिया में ऐसा कुछ दिखाई देता है जहां आपके पास अपना एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम या आईओएसIOS जैसा विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और आप अपने व्हाट्सएप या कुछ भी जैसे अपने विशिष्ट कार्यों को चला रहे होंगे और तो ये सभी इस सामान्य दुनिया में चलते हैं अब आपके पास एक सुरक्षित दुनिया होगी जो आपके संवेदनशील कार्य को चलाएगी इसलिए आपके सभी संवेदनशील ऑपरेशन जैसे कि एन्क्रिप्शन या संवेदनशील पासवर्ड जैसे पासवर्ड दर्ज करना या ओटीपी नंबर सुरक्षित दुनिया द्वारा संभाला जाएगा उदाहरण के लिए आप इस अधिकार पर विचार कर सकते हैं ताकि आपके पास सामान्य विश्व अनुप्रयोग हों और जब भी उदाहरण के लिए आपको कुछ संवेदनशील ऑपरेशन करने की आवश्यकता हो तो प्रोसेसर सुरक्षित दुनिया में आपके पासवर्ड में प्रवेश करता है जो प्रमाणित हो जाता है या आप अपना ओटीपी दर्ज करते हैं या एक एन्क्रिप्शन करते हैं आगे सत्यापित हो जाता है और फिर एक बार यह सत्यापित हो जाता है कि आप सामान्य दुनिया में वापस आ गए हैं तो एआरएम इस विशेष वातावरण को प्रदान करता है और सामान्य दुनिया और सुरक्षित दुनिया के बीच इस स्विचिंग को प्रदान करता है और प्रबंधित करता है मुझे लगता है कि हार्डवेयर को इस तरह से बनाया गया है कि सामान्य विश्व अनुप्रयोग सुरक्षित विश्व अनुप्रयोगों से पूरी तरह से अलग नहीं हो पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और इसलिए सभी संवेदनशील जानकारी और सुरक्षित संगणना जो सुरक्षित दुनिया में पूरी तरह से अलग और पूरी तरह से सामान्य विश्व संचालन से स्वतंत्र की गई है तो इस प्रकार किसी भी सॉफ्टवेयर भेद्यता या किसी भी दुर्भावनापूर्ण कोड सामान्य दुनिया में मौजूद किसी भी मैलवेयर जानकारी को चोरी नहीं कर सकता है सुरक्षित विश्व संचालन को प्रभावित नहीं करता है तो बस एक उदाहरण लेने के लिए कि यह आम तौर पर कैसा दिखता है तो हम कहें कि हमारे पास एक ARMORY एप्लिकेशन है जैसा कि यहां दिखाया गया है इसलिए ARMORY एप्लिकेशन सामान्य दुनिया में चलता है इसलिए हम सामान्य दुनिया में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम को रिच ओएस कहते हैं तो आपका विशिष्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम या IOS ऑपरेटिंग सिस्टम रिच ओएस है इसलिए हम इसे रिच ओएस कहते हैं क्योंकि यह विभिन्न विशेषताओं से भरा है और आपके अधिकांश एप्लिकेशन इस समृद्ध ओएस में चल रहे हैं और उस विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित विभिन्न सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास हमारा रिच ओएस से चलने वाला ARMORY एप्लीकेशन है और यहाँ पर एक बटन है जो कहता है कि उपयोगकर्ता को एक पिन दर्ज करना है इसलिए जब यह बटन दबाया जाता है तो रिच ओएस से स्विच होता है जो सामान्य दुनिया को सुरक्षित दुनिया में और इस तरह के एक मामले में और विश्वसनीय पर्यावरण में एक निष्पादन होगा इसलिए इस विशेष मोड या सुरक्षित दुनिया में यह इस तरह से एक विंडो पॉप अप करेगा और उपयोगकर्ता से एक पिन दर्ज करने का अनुरोध करेगा ताकि सुरक्षित दुनिया में इस सभी लेनदेन पूरी तरह से अलग या पूरी तरह से सुरक्षित रूप से किया जा सके और सामान्य दुनिया में मौजूद किसी भी एप्लिकेशन से सुलभ न हो यहां तक कि एंड्रॉइड या आईओएस स्विच ओएस आपके सामान्य दुनिया से चल रहा है जो उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज किए गए पिन तक नहीं पहुंच पाएगा इसलिए एक बार जब पिन को डिस्प्ले ड्राइवर और इनपुट ड्राइवर के माध्यम से दर्ज किया जाता है तो एक विश्वसनीय उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस यह होगा जो वास्तव में इस जानकारी को पढ़ता है और विश्वसनीय एप्लिकेशन को पास करता है जो विश्वसनीय वातावरण में संग्रहीत कुंजी पिन का उपयोग करके प्रमाणीकरणप्रमाणित करता है इसलिए प्रमाणीकरण सही है और फिर ओके संदेश वापस सामान्य दुनिया एप्लिकेशन पर भेजा जाता है जो ARMORY अनुप्रयोग है और इस एप्लिकेशन का उपयोगकर्ता तब इस एप्लिकेशन का उपयोग करना जारी रखेगा तो आप यहाँ जो देख रहे हैं वह यह है कि ट्रस्ट के कारण जो एआरएम द्वारा समर्थित है सभी गतिविधियाँ सभी कुंजियाँ सभी प्रमाणीकरण जो इस विश्वसनीय वातावरण में किए गए हैं मेरा मतलब है कि सुरक्षित दुनिया में किए गए हैं वह उपयोगकर्ता दुनिया के अनुप्रयोगों से पूरी तरह से अलग है इसलिए कुंजी और इतने पर किसी भी दुर्भावनापूर्ण कोड के बावजूद सुरक्षित है जो सामान्य विश्व प्रणाली में मौजूद है भले ही आपका एंड्रॉइड या आईओएस IOS समझौता किया गया हो फिर भी कुंजी विश्वसनीय वातावरण में संग्रहीत है अभी भी सुरक्षित है इसलिए हम इस बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं कि एआरएम वास्तव में किस तरह से दो परिवेशों को सुरक्षित करता है और एक ही प्रोसेसर के भीतर सामान्य विश्व वातावरण है तो अनिवार्य रूप से यह दो वातावरण टाइम स्लाइस्ड तरीके से काम करते हैं इसलिए सुरक्षित दुनिया से सामान्य दुनिया में स्विच होता है और इसके विपरीत आगे ऑपरेशन का एक नया मोड है जिसे मॉनिटर मोड के रूप में जाना जाता है जो अनिवार्य रूप सेआह्वान किया जाता जब भी एक मोड से दूसरे मोड पर स्विच होता है तब वापसी के लिए दो तरीके हैं जिसमें यह मोड स्विचिंग पहले तरीके से ट्रिगर होता है एक सॉफ़्टवेयर द्वारा सिक्योर मॉनिटरिंग कॉल या इस एसएमसी SMC निर्देश के रूप में जाना जाता है दूसरा आपके पास हार्डवेयर इंटरप्ट या अपवाद भी हो सकते हैं जो घटित होते हैं और यह सामान्य से सुरक्षित करने के लिए मोड से स्विच करने के लिए भी हो सकता है अब इस मोड को स्विच करने के दौरान मॉनिटर मोड एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो पहले यह करता है कि यह वर्तमान दुनिया की स्थिति को बचाता है जो या तो सामान्य दुनिया है या सुरक्षित दुनिया है और दुनिया के state को पुनर्स्थापित करता है जो कि बहाली में बदल जाता है जब एक अपवाद से वापसी होती है इसलिए उदाहरण के लिए जब भी हम कहते हैं कि एक व्यवधान interrupt होता है पहली चीज जो निष्पादित हो जाती है यह मॉनिटर मोड में मौजूद कोड है तो मॉनिटर मोड उस रुकावट की पहचान करेगा जो उसके होने वाली वर्तमान दुनिया के संदर्भ को बचाएगी यदि ऐसा है कि जब एप्लिकेशन सामान्य दुनिया में चल रहा है तो उस विशेष एप्लिकेशन के अनुरूप रजिस्टरों को मॉनिटर मोड में सहेजा जाता है और फिर एक होता है संदर्भ स्विच सुरक्षित दुनिया में जाता है और उस विशेष रुकावट के अनुरूप विशेष एप्लिकेशन तब निष्पादित की जाती है उसके बाद इंटरप्ट सर्विस रूटीन को निष्पादित किया जाता है और व्यवधान को नियंत्रित किया जाता है अपवाद निर्देश से वापसी होती है जिसे अब निष्पादित किया जाता है इसके परिणामस्वरूप मॉनिटर मोड को फिर से निष्पादित किया जाएगा और फिर मॉनिटर एप्लिकेशन को निष्पादित करने की स्थिति को पुनर्स्थापित करेगा अब ऑपरेशन के मोड पर नज़र रखने के लिए एआरएम को विशेष रूप से एनएस बिट के रूप में जाना जाता है इसलिए कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर में मौजूद एनएस बिट इंगित करता है कि क्या यह एक सामान्य दुनिया है या ऑपरेटिंग दुनिया है जिसे वर्तमान में निष्पादित किया जा रहा है उदाहरण के लिए यदि NS बिट 1 के बराबर है तो यह इंगित करता है कि प्रोसेसर सामान्य दुनिया में है यदि NS बिट 0 पर सेट है जो एक सुरक्षित विश्व ऑपरेशन का संकेत देगा अब एनएस बिट एक कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर में मौजूद है या मुख्य प्रोसेसर में मौजूद है और एनएस बिट प्रोसेसर के मूल्य के आधार पर यहाँ कॉर्टेक्स ए 8 या तो सामान्य मोड में काम करता है या सिक्योर मोड इसी तरह प्रोसेसर में मौजूद कैश होता है जो मेमोरी एक्सेस के बीच अंतर करने में भी सक्षम है जो सामान्य दुनिया और सुरक्षित दुनिया के लिए है लेकिन बहुत अधिक चीजें हैं जो तब होती हैं जब यह मोड हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि यह एनएस बिट भी इस प्रोसेसर घटक के बाहर फैली हुई है उदाहरण यहाँ पर हम दिखाते हैं कि लाल रेखा संकेत करती है कि ऑपरेशन का मोड भी सिस्टम ऑन चिप में मौजूद अन्य घटकों में स्थानांतरित हो गया है इस प्रकार अन्य घटक भी एक सुरक्षित विश्व संचालन और एक सामान्य विश्व संचालन के बीच अंतर करने में सक्षम होंगे उदाहरण के लिए और हमारे लिए महत्वपूर्ण बात या हम बाद में देखेंगे कि सिस्टम ऑन चिप में मौजूद मेमोरी कंट्रोलर एक सामान्य विश्व ऑपरेशन और एक सुरक्षित विश्व ऑपरेशन के लिए एक मेमोरी एक्सेस के बीच अंतर करने में सक्षम होगा या नहीं अब इसलिए हम ट्रस्टज़ोन के साथ मौजूद मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा और विस्तार से देखते हैं क्योंकि हमने देखा है कि एक कोरेक्स ए 8 जो सीपीयू कोर है वह सुरक्षित दुनिया और सामान्य दुनिया में स्विच करेगा और एनएस बिट सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर में मौजूद होगा और कौन सी दुनिया निष्पादित है की पहचान करेगा अब हर बार इनमें से किसी एक कोड से स्टोर इंस्ट्रक्शन लोड होता है या तो सुरक्षित दुनिया या सामान्य विश्व मोड का संचालन करेगा इसलिए जब भी इनमें से सुरक्षित दुनिया या सामान्य दुनिया किसी एक दुनिया से कोई निर्देश आता है तो यह किया जाता है कि बस में एक वर्चुअल एड्रेस डाला जाता है इसलिए यह वर्चुअल एड्रेस मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में चला जाता है इसलिए एक विशिष्ट 32 बिट एआरएम कोर इस विशेष बस में 32 बिट वर्चुअल एड्रेस डाल देगा अब ट्रस्टज़ोन ने प्रोसेसर को NSTID बिट के रूप में जाना जाने वाला एक अतिरिक्त बिट सक्षम किया 33 rd बिट को भी बस में डाल दिया ताकि यह विशेष बिट प्रोसेसर की वर्तमान स्थिति की पहचान कर सके यह इंगित करने के लिए शून्य का मान होगा कि स्टोर ऑपरेशन का लोड या जो निर्देश का अनुरोध किया गया है वह सुरक्षित दुनिया से है यदि यह 1 है तो यह इंगित करता है कि लोड या स्टोर इंस्ट्रक्शन एक सामान्य विश्व ऑपरेशन से होगा यदि NSTID बिट 1 सेट किया गया है तो NS बिट को इस अतिरिक्त NSTID बिट के कारण अब 1 के लिए मजबूर किया गया है जो MMU को भेजा जाता है जो MMU सुरक्षित विश्व भार या एक सामान्य विश्व भार के बीच या सुरक्षित विश्व स्टोर अनुरोध और एक सामान्य विश्व स्टोर अनुरोध के बीच की पहचान या अंतर करने में सक्षम होगा इसलिए इस NSTID बिट के आधार पर MMU पेज टेबल का चयन करने या पेज टेबल का उपयोग करने में सक्षम होगा जो सुरक्षित दुनिया या सामान्य दुनिया के लिए हैं अब पेज टेबल वर्चुअल एड्रेस को संबंधित भौतिक पते में बदल देते हैं और इस पेज की प्रत्येक टेबल इस प्रकार उन पेजों को इंगित करने में सक्षम होगी जो विश्व पेज या सामान्य दुनिया के पेजों से मेल खाते हैं उदाहरण के लिए अगर कोई लोड या स्टोर अनुरोध है एक विशेष आभासी पता NSTID बिट 1 पर सेट है जो यह दर्शाता है कि यह एक सामान्य विश्व मेमोरी अनुरोध है MMU क्या करेगा कि यह सामान्य विश्व पेज तालिकाओं का उपयोग करेगा तो आभासी पते को फिर इसी भौतिक पते पर अनुवादित किया जाएगा और इसलिए मैपिंग इस तरह से की जाती है कि यह केवल सामान्य दुनिया के पृष्ठ हैं जिन्हें एक्सेस किया जा सकता है अब अगर यह विशेष आभासी पता रैम में इस सामान्य दुनिया के पन्नों में से एक में पड़ता है तो लोड या स्टोर सफल होगा दूसरी ओर अगर एक बस में एक वर्चुअल एड्रेस डाला जाता है जो वास्तव में एक सुरक्षित विश्व पेज से मेल खाता है तो एक जाल होगा और ऑपरेशन की अनुमति नहीं होगी अब एमएमयू जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें टीएलबी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर भी शामिल है अब एआरएम कोर जिसमें ट्रस्टज़ोन सक्षम है जिसमें टीएलबी थोड़ा संशोधित किया गया है अब जैसा कि हम जानते हैं कि विशिष्ट मेमोरी प्रबंधन इकाई में एक टीएलबी भी मौजूद है TLB के पास वर्चुअल एड्रेस और संबंधित भौतिक पते के बीच मैपिंग है इसलिए यह मैपिंग यह सुनिश्चित करेगी कि मैपिंग टेबल का उपयोग करते हुए TLB में संग्रहीत वर्चुअल एड्रेस को उसके संबंधित भौतिक पते पर मैप किया जाए तो टीएलबी पूरी तरह से सहयोगी कैश होगा और यह उम्मीद है कि निष्पादन और मेमोरी एक्सेस की स्थानीयता के कारण आप टीएलबी में मौजूद वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस की मैपिंग का पता लगाने के लिए काफी भाग्यशाली हैं और बहुत सारे ओवरहेड्स कम हो जाएंगे अब ARM प्रोसेसर में जो Trustzone के साथ सक्षम है TLB को थोड़ा संशोधित किया जाता है अब TLB की प्रत्येक प्रविष्टि में न केवल वर्चुअल एड्रेस और संबंधित भौतिक पता होता है बल्कि वर्चुअल एड्रेस संबंधित NSTID बिट के बारे में भी विवरण होता है भौतिक पते के संबंधित NS bit बारे में भी विवरण होता है इसलिए दूसरे शब्दों में यह पता चलेगा कि सामान्य विश्व ऑपरेशन या सुरक्षित विश्व ऑपरेशन के संबंध में वर्चुअल पते की आवश्यकता थी या नहीं इसके अलावा इसमें यह भी जानकारी है कि क्या भौतिक पता उस पृष्ठ से मेल खाता है जो सुरक्षित है या सामान्य दुनिया में है इसलिए इस TLB पर आधारित जो Trustzone संग्रहीत है ARM सिस्टम को सक्षम बनाता है MMU TLB का उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित विश्व पेज टेबल को सुरक्षित पृष्ठों के साथ साथ सामान्य विश्व पृष्ठों तक पहुंचने की अनुमति देने में सक्षम होगा यह विशेष रूप से टीएलबी होने से एमएमयू टीएलबी का उपयोग कर सकेगा ताकि एमएमयू के लिए सुरक्षित विश्व आभासी पते की अनुमति दी जा सके दूसरी तरफ सामान्य विश्व पेज तक पहुंचने के लिए सुरक्षित विश्व पेज तालिकाओं को अनुमति देने के लिए टीएलबी का उपयोग करने में सक्षम होगा यह भी सामान्य विश्व पृष्ठ तालिका को एक सुरक्षित विश्व पृष्ठ तक पहुँचने से रोक सकता है अब MMU के अलावा Trustzone सक्षम ARM प्रोसेसर में मौजूद कैश मेमोरी को भी संशोधित किया गया है दोनों सुरक्षित दुनिया के साथ साथ सामान्य विश्व मेमोरी अनुरोध को एक ही कैश में एक साथ संग्रहीत किया जाता है हालांकि इसमें एक एनएस बिट है जिसे टैग में संग्रहीत किया जाता है हालांकि टैग को संशोधित किया जाता है ताकि प्रत्येक टैग में एनएस बिट भी शामिल हो इस प्रकार टैग और NS बिट के आधार पर एक मेमोरी रिक्वेस्ट की पहचान की जा सकती है कि क्या संबंधित कैश लाइन सुरक्षित वर्ल्ड कैश लाइन या सामान्य वर्ल्ड कैश लाइन से मेल खाती है अब ट्रस्टजोन सक्षम एआरएम प्रोसेसर को मेमोरी प्रबंधन इकाई को काम करने के लिए इन चीजों को बनाने के लिए एक विशेष तरीके से डिज़ाइन किया गया है इसलिए उदाहरण के लिए दो वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट इकाइयाँ मौजूद हैं जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अतिरिक्त मौजूद हैं जिन्हें हमने NS बिट में देखा है जो यह निर्धारित करता है कि प्रोसेसर सुरक्षित दुनिया या सामान्य दुनिया में चल रहा है या नहीं और वे वास्तव में प्रणाली में मौजूद अन्य सभी घटकों को भेजे जाते हैं इस प्रकार एक सिस्टम में एक विशेष घटक को केवल एक विशेष मोड से काम करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकेगा उदाहरण के लिए हम जो देख रहे हैं वह यह है कि जीएसएम मॉडम 3 जी मॉडेम और मीडिया सिस्टम को अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है ताकि जीएसएम मॉडेम कॉन्फ़िगर हो सके यह तभी काम करता है जब मुख्य प्रोसेसर सुरक्षित दुनिया में चल रहा हो दूसरी ओर 3G मॉडेम को सुरक्षित दुनिया से और साथ ही सामान्य दुनिया दोनों को काम करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है दूसरे शब्दों में कहते हुए जब मुख्य प्रोसेसर सामान्य दुनिया में चल रहा है तो यह जीएसएम मॉडम तक नहीं पहुंच पाएगा इस प्रकार सामान्य दुनिया में चल रहे एप्लिकेशन यह भी देखने में सक्षम नहीं होगा कि जीएसएम मॉडेम एसओसी में मौजूद है और जीएसएम मॉडम के लिए कोई संचार संभव नहीं है दूसरी तरफ जब मुख्य प्रोसेसर सुरक्षित दुनिया में होता है या सुरक्षित दुनिया के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है तो जीएसएम मॉडेम 3 जी मॉडेम और अन्य सभी डिवाइस सुलभ accessible हो जाएंगे इसलिए यह तकनीक आवश्यक रूप से उदाहरण के लिए उपयोगी है जहां आप कीपैड को केवल सुरक्षित दुनिया में काम करने के लिए कॉन्फ़िगर करने में सक्षम हैं तो यह अनुमति देता है कि जब भी हम पासवर्ड या प्रिंट या कुछ और दर्ज करते हैं तो ये पासवर्ड और प्रिंट केवल एक कीपैड के माध्यम से सुलभ होते हैं जो ऑपरेशन की सुरक्षित दुनिया के दौरान सक्षम होता है और इस प्रकार यह किसी भी प्रकार के स्निपिंग हमलों से भी सुरक्षित होता है इसलिए इंटरप्ट ट्रस्टजोन के संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू है जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ पर एक मॉनिटर मोड मौजूद है इसलिए मॉनिटर सुरक्षित दुनिया का हिस्सा है और हम जो देखते हैं वह यह है कि जब भी कोई बाधा आती है तो यह पहली बार मॉनिटर मोड में आता है मॉनिटर मोड जो वर्तमान निष्पादित पर्यावरण के संदर्भ को बचाता है और फिर यह तय करता है कि उस रुकावट को सामान्य विश्व अनुप्रयोग या सुरक्षित विश्व अनुप्रयोग द्वारा सेवित किया जा सकता है या नहीं इसलिए इन विभिन्न व्यवधानों को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है इस आधार पर यह रुकावट अनुरोध या तो सामान्य विश्व व्यवधान सेवा दिनचर्या या सुरक्षित विश्व व्यवधान सेवा दिनचर्या के साथ जोड़ा जाएगा तो इन दुनियाओं में से प्रत्येक की अपनी रुकावट वेक्टर दिनचर्या वेक्टर vector routine होगी जो तब संबंधित व्यवधान अनुरोध को देखेगा जहां निर्धारित होता है कि रुकावट सेवा दिनचर्या मौजूद है और फिर उसी अनुरूप सेवा दिनचर्या को निष्पादित करें इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पर विशेषाधिकार प्राप्त कोड Android OS पर हो सकता है इसलिए हम उदाहरण के लिए कहें कि एक नेटवर्क व्यवधान उत्पन्न होता है और एक नेटवर्क व्यवधान को सामान्य दुनिया द्वारा हैंडल करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है इसलिए मॉनिटर आपके विशेषाधिकार प्राप्त कोड में नेटवर्क को बाधित करेगा जो अनिवार्य रूप से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो सकता है आपका एंड्रॉइड ओएस तब दिखाई देगा जब सामान्य वर्ल्ड इंटरप्ट वेक्टर टेबल नेटवर्क इंटरप्ट के अनुरूप इंटरप्ट सर्विस रूटीन की पहचान करेगा और फिर उसी सर्विस दिनचर्या को निष्पादित करेगा दूसरी तरफ अगर इंटरप्ट दुनिया के लिए एक सुरक्षित दुनिया में रुकावट होती है तो मॉनिटर उस चैनल को बाधित करेगा जो तब एक सुरक्षित वर्ल्ड इंटरप्ट वेक्टर टेबल को देखेगा और उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के लिए संबंधित स्थान की पहचान करेगा अब हम देखते हैं कि एक विशिष्ट सुरक्षित विश्व सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है एक विशिष्ट सुरक्षित विश्व सॉफ्टवेयर में समकालिक कोड पुस्तकालयों के बहुत न्यूनतर कार्यान्वयनों का कार्यान्वयन होगा इसलिए आमतौर पर हमारे पास सुरक्षित दुनिया में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसलिए यह विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनकी कार्यक्षमता बहुत कम होती है इसलिए क्वालकॉम के QSEE ट्रस्टोनिक्स किनीबी सैमसंग नॉक्स जेनोड आदि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षित वर्ल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं इसलिए इन ऑपरेटिंग सिस्टमों को संबंधित रिच ऑपरेटिंग सिस्टमों से कसकर जोड़ा जाता है ताकि रिच ओएस में किसी कार्य की प्राथमिकता सुरक्षित ओएस में संबंधित प्राथमिकता पर मैप की जा सके तो एक पूर्ण ओएस होने के उदाहरण हैं कि यह पूर्ण होगा ट्रस्टजोन के संबंध में एक बात जो महत्वपूर्ण है वह है सुरक्षित बूट हमें कुछ सुरक्षित बूट की आवश्यकता क्यों है इसका कारण निम्नलिखित है तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक एप्लिकेशन है जो सुरक्षित दुनिया का उपयोग करता है इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि एप्लिकेशन को फ्लैश में संग्रहीत किया जाएगा और संभवतः ऐसा हो सकता है कि एक हमलावर फ़्लैश सामग्री को संशोधित कर सकता है और इसलिए उस एप्लिकेशन के सुरक्षित घटकों को दुर्भावना से संशोधित कर सकता है इसलिए उदाहरण के लिए एक हमलावर ट्रोजन या किसी अन्य मैलवेयर को एप्लिकेशन के सुरक्षित घटक में सम्मिलित करेगा इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि फ्लैश में संग्रहीत करते समय कोई सुरक्षित विश्व सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ न हो और इसे प्राप्त करने का एक तरीका सुरक्षित बूट का उपयोग करके है जिस तरह से सुरक्षित बूट काम करता है वह विश्वास की एक श्रृंखला के रूप में जाना जाता है इसलिए रूट डिवाइस से शुरू होने वाले सिस्टम में बनाया गया एक विश्वास है जो इस विशेष तंत्र के आधार पर छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है विश्वास की एक विशिष्ट श्रृंखला कुछ इस तरह दिखती है हम विश्वास के मूल के रूप में ज्ञात एक विशेष घटक के साथ शुरू करते हैं यह चिप ROM या एक विश्वसनीय प्लेटफ़ॉर्म मॉड्यूल टीपीएम पर एक शारीरिक रूप से अस्वीकार्य फ़ंक्शन पीयूएफ फिजिकली अन क्लोनेबल फंक्शन हो सकता है इसलिए यह आपके विश्वास की जड़ का मूल है तो चलिए हम मान लेते हैं कि यह आपका विश्वसनीय मॉड्यूल है इसलिए यह विश्वसनीय मॉड्यूल पहले यह सत्यापित करेगा कि बूट लोडर में हेरफेर नहीं किया गया है ताकि यह जाँच कर सके कि आपके बूट लोडर के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है इसलिए इस भरोसे की जड़ बूट के समय सबसे पहले निष्पादित और सत्यापित करना शुरू होता है कि बूट लोडर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है इसलिए यह इस बात की पुष्टि करेगा कि उस बूट लोडर के हस्ताक्षर सही हैं इसलिए यह उदाहरण के लिए MD5 या SHA या इससे भी अधिक जटिल डिजिटल हस्ताक्षर हो सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बूट लोडर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है या छेड़छाड़ नहीं की जा रही है इसलिए यदि यह निर्धारित करता है कि बूट लोडर वास्तव में छेड़छाड़ नहीं किया गया है तो यह बूट लोडर और तब लोड करने वाले बूट लोडर के निष्पादन पर पारित होगा बूट लोडर के बाद इसका निष्पादन लगभग पूरा हो गया है और सुरक्षित ओएस को बूट करना चाहेगा यह पहले यह निर्धारित कर सकता है कि सुरक्षित ओएस का हस्ताक्षर सही है यह सत्यापित किया जा सकता है लेकिन पदचिह्न की जाँच या सुरक्षित ओएस के हस्ताक्षर की गणना करके में मौजूद है फ्लैश और संग्रहीत हस्ताक्षर के साथ इस विशेष हस्ताक्षर की पुष्टि यदि यह पाया जाता है कि सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम के हस्ताक्षर उस हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं जो संग्रहीत है तो सुरक्षित ओएस बूट नहीं किया जाता है यदि हम पाते हैं कि मैच है तो बूट लोडर वास्तव में सत्यापित करेगा कि सुरक्षित ओएस पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और क्या यह सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने की अनुमति दे सकता है अब सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न टास्कलेट्स के अनुरूप होगा और इस टास्कलेट को किसी भी स्थान पर रखने से पहले जैसा कि हम पहचानने से पहले देखेंगे कि इनमें से प्रत्येक टास्कलेट के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है तो इस तरह से विभिन्न कार्यपत्रक उनके हस्ताक्षर प्रमाणित होने के बाद ही बनाए जाते हैं उसी तरह से सुरक्षित ओएस समृद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट की शुरुआत करता है केवल यह पुष्टि करने के बाद कि रिच ऑपरेटिंग सिस्टम का हस्ताक्षर सही है इस तरह से हम जो देखते हैं वह विश्वास की जड़ की उपस्थिति के कारण होता है जिसे हम बनाते हैं विश्वास की श्रृंखला सबसे पहले हम बूट लोडर में विश्वास प्राप्त करते हैं फिर हम सुरक्षित ओएस और Rich OS टास्कलेट से और इतने पर विश्वास प्राप्त करते हैं अब अगर इनमें से किसी भी मॉड्यूल के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो इसका पता विश्वास की सुरक्षित श्रृंखला से लगाया जा सकता है केवल हम जो धारणा बनाते हैं वह यह है कि विश्वास की इस जड़ के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है केवल यही धारणा है कि हम बनाते हैं सोचने की एक और बात यह है कि यदि आप ब्लॉक आरेख में वापस जाते हैं तो हम देखते हैं कि मॉनिटर सुरक्षित दुनिया का हिस्सा है तो क्या आप सोच सकते हैं कि सुरक्षित दुनिया के हिस्से के रूप में मॉनिटर होने के लिए तर्कसंगत क्या है अगले व्याख्यान में इंटेल एसजीएक्स विश्वसनीय निष्पादन पर्यावरण को देखेंगे धन्यवाद